एक और व्यावहारिक बिंदु जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि हमने एमपीपीटी का अध्ययन किया है जहां लोड रजिस्टेंस R0 है लेकिन कई बार लोड रेजिस्टेंस नहीं होता है यह डायनामिकहो सकता है इसमें अन्य कैपेसिटी लोड अन्य डीसी डीसी कनवर्टर लोड और ऐसे ही डायनामिक तत्व शामिल हो सकते हैं तो हम MPPT कैसे करते हैं इसलिए यदि हम अपने सामान्य MPPT टोपोलॉजी को लेते हैं तो यह कुछ ऐसा है जहां आपके पास डीसी डीसी कनवर्टर है जो PV स्रोत को इंटरफ़ेस कर रहा है और मेरे पास एक MPPT कंट्रोलर है जो PV करंट और टर्मिनल वोल्टेज लेता है और फिर डीसी डीसी कनवर्टर को ड्यूटी साइकिल इनपुट इस प्रकार प्रदान करता है की पीवी पैनल के टर्मिनल के एक्रॉस देखा जाने वाला इंपीडेंस कंट्रोल्ड रहे अब इस लोड R0 को रेजिस्टिव माना जाता है हम इसे एक डायनामिक लोड में बदलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है इसलिए अगर मैं इस लोड पर विचार करता हूं और इसे हटा देता हूं तो इस लोड को डायनामिक लोड के साथ डायनामिक लोड से बदल दें जैसे कि कैपेसिटेंस अब यह डीसी बस बन जाता है और यह कैपेसिटेंस दूसरे पावर कन्वर्टर से जुड़ा होता है यह एक स्विच मोड DC DC कनवर्टर या एक इन्वर्टरहो सकता है इसलिए मैं इसे एक पावर कन्वर्टर का नाम दूंगा जो DC DC या DC AC हो सकता है और एक लोड पर जाता है तो यह लोड एक इंडिकेटिव लोड है जो रेजिस्टेंस हो सकता है यह एक हीटर हो सकता है यह सामान्य लोड या लाइटिंग लोड हो सकता है इसलिए यहां कोई भी जनरल पैसिव लोड हो सकता है आम तौर पर जो किया जाता है वह यह है कि यहां वोल्टेज आउटपुट V0 को कंट्रोल किया जाता है क्योंकि लोड फिक्स्ड स्पेसिफाइड वोल्टेज की मांग करता है तो आम तौर पर क्या किया जाता है आपके पास एक कंपैरेटर है और कंपैरेटर फीडबैक लेता है V0 यहां फ़ीडबैक के रूप में दिया गया है V0 और v एक रिफरेंस है आप चाहते हैं कि आपका V0 एक ऐसी वैल्यू ले जो कि रेफरेंस के अनुरूप सेट की जाए और फिर कंट्रोलर को दिया गया यह कंपैरेटर आउटपुट जैसे कि पीआई कंट्रोलर पीआई कंट्रोलर का आउटपुट पीडब्लूएम सर्किट में जाता है और पीडब्लूएम का आउटपुट ड्यूटी साइकिल इनपुट के रूप में इन पावर कन्वर्टर्स के कंट्रोल इनपुट पर जाता है ड्यूटी साइकिल इस प्रकार बदलता है है कि यह V0 स्टेडी स्टेट में V0 से मेल खाएगा तो सामान्य तौर पर यह पावर कंट्रोलर ऐसे व्यवहार करेगा और जैसा कि इस पावर कन्वर्टर का संबंध है कि यहां एक डीसी बस है और डीसी बस वेरी करती है अब PV पैनल के अक्रॉस यह vT और यहाँ DC बस दोनों vT को वेरी कर रहे हैं इन्सुलेशन के कारण और केवल इतना ही नहीं बल्कि इस ड्यूटी साइकिल कंट्रोल के कारण भी vT की वैल्यू वेरी होती है आईवी कैरेक्टरस्टिक के कारण जो अलग अलग वैल्यू देता है vT और विभिन्न ऑपरेटिंग पॉइंट्स की तो जैसा कि आप इनपुट पावर या इनपुट साइड पर इंपेडेंस को कंट्रोल कर रहे हैं इस डीसी डीसी कनवर्टर के एक्रॉस वोल्टेज अनकंट्रोल्ड है इसलिए इसमें उतार चढ़ाव होगा यह d की अलग अलग वैल्यू के आधार पर अलग अलग होगा इस डीसी को रेगुलेट करने के लिए आप यहां एक और पावर कन्वर्टर लगाते हैं और इनपुट पर वेरी नॉन फिक्स्ड डीसी बस वोल्टेज को इस पावर कन्वर्टर को देते हैं और फिर यहां आउटपुट वोल्टेज को सेंस करें फीडबैक दें और फिर इस आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करें तो यह एक वोल्टेज कंट्रोल्ड पावर कन्वर्टर बन जाता है जो की उस आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करेगा जिसे लोड को दिया जाता है तो यह सामान्य तरीका है जैसे एमपीपीटी प्रैक्टिसकिया जाता है पहला भाग पहला कनवर्टर जो पीवी स्रोत के साथ इंटरफेस कर रहा है वह MPPT भाग है दूसरा भाग लोड भाग या लोड के लिए वोल्टेज रेगुलेटिंग हिस्सा है हालाँकि पावर को पावर कन्वर्टर्स के माध्यम से फ्लो करना है और यदि एफिशिएंसी 90 90 और 90 है तो यह पूरी तरह से 80 एफिशिएंसी है अगर हम इसे सिंगल पॉवर कन्वर्टर से ऑपरेट करते हैं तो एफिशिएंसी इससे कम होगी आइए अब इस लोडपर विचार करें कि यह लोडएक बैटरी की तरह है एक स्रोत की तरह जो कि सिंक भी हो सकता है जैसे कि बैटरी चार्ज करना या ग्रिड में पावर पंप करना इसलिए मुझे इस लोड को बैटरी से बदलने दें और बैटरी को चार्ज किया जा रहा है और इसलिए यह इस तरह से सिंकिंग करंट डिमांड करता है ताकि यह चार्ज हो जाए इसलिए परिणामस्वरूप बैटरी करंट i0 हो जाएगा और इसे कंट्रोल किया जाना चाहिए तो पावर कन्वर्टर इस तरह से व्यवहार करेगा कि यह उस करंट को कंट्रोल करेगा जो इसे चार्ज करने के लिए बैटरी में फीड किया जा रहा है तो i0 को वापस फीड किया जाना है इसलिए मैं इस हिस्से को बदल दूंगा i0 को वापस फीड कर दिया गया है और मेरे पास i0 का रेफरेंस होगा इसलिए i0 और i0ref रेफरेंस की तुलना की जाती है एरर PI कंट्रोलर को ड्राइव कर रही है जिसका आउटपुट इस ट्रायंगल कैरियर को मोडूलेट करेगा और आपको इस पावर कन्वर्टर के लिए पल्स विद माड्यूलेटेड कंट्रोल इनपुट मिलेगा जो इस तरह से ऑपरेट होगा जिससे कि i0 कोशिश करेगा i0ref को मैच करने की अब v0 बैटरी के एक्रॉस वोल्टेज फिक्स होता है बैटरी के एक्रॉस वोल्टेज कमोबेश स्थिर होता है बैटरी द्वारा फिक्स किया जाता है क्योंकि बैटरी भी एक स्रोत है करंट जोकि पंप किया जा रहा है करंट गुणे v0 पावर हैऔर क्योंकि v0 फिक्स है इसलिए करंट पावर का रिप्रेजेंटेटिव है और हम कह सकते हैं कि i0 बैटरी में फीड किए गए पावर के समानुपाती है और जैसे i0 i0ref से मेल खाता है यह अंततः i0ref तक पहुँचने का प्रयास करेगाi0ref उस पावर के समानुपाती है जिसे बैटरी स्रोत में फीड किया जा रहा है इसलिए इसे चार्ज करने के लिए इसलिए i0ref पावर के लिए आनुपातिक है और यह MPPT कंट्रोलर है जो PV पैनल के V और I को माप रहा है और यहाँ एक आउटपुट देने की कोशिश कर रहा है जो कि अधिकतम पावर के समानुपाती है जिसे PV डिलीवर कर सकता है हम इसे इस रेफरेंस से जोड़ सकते हैं तो रेफरेंस i0ref को MPPT कंट्रोलर द्वारा सेट किया जाता है ताकि बैटरी को चार्ज करने के लिए अधिकतम पावर पहुंचाई जा सके तो हम क्या करेंगे इस करंट कंट्रोलर के लिए हम एमपीपीटी कंट्रोलर से रेफरेंस देंगे इसलिए एमपीपीटी यह पता लगा रहा है कि करंट रेफरेंस के अनुसार पीक पॉवर ऑपरेटिंग बिंदु कौन सा है और i0 यहाँ मेल खाने की कोशिश करेगा और अधिकतम पावर चार्जिंग के लिए बैटरी को डिलीवर करेगी ऐसी स्थिति में इस हिस्से की अब आवश्यकता नहीं है तो हम इस हिस्से को हटा सकते हैं यह कनेक्शन करें और हम देखते हैं कि हमें बस MPPT कंट्रोलर भाग की आवश्यकता है और हमें करंट कंट्रोलर भाग की आवश्यकता है और फिर हमें इस पावर कनवर्टर की आवश्यकता है पावर केवल एक पावर कनवर्टर के माध्यम से बह रही है और इसलिए एफिशिएंसी में बहुत सुधार हुआ है इसलिए जहां भी बैटरी की तरह लोड होता है वहां एक स्रोत प्रकार का लोड होता है जो चार्ज होने के लिए सिंक कर रहा है या ग्रिड जहां हम पावर को सिंक कर सकते हैं आप करंट कंट्रोल्ड तकनीक का उपयोग कर सकते हैं और एमपीपीटी सीधे करंट कंट्रोलर के रेफरेंस में फ़ीड कर सकता हैं इस तरह आप एफिशिएंसी में सुधार करेंगे और पीवी पावर बेहतर उपयोग करेंगे एसी वोल्टेज स्रोतों के लिए भी यही विधि लागू की जा सकती है जैसे कि ग्रिड और इसी प्रकार के टोपोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है